नमस्कार और मैकेबोलॉजी से परिचय के हमारे आज के व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछले दो व्याख्यानों में मैंने माइग्रेशन के दो अलग अलग तरीकों के बारे में बात की थी और सही ढंग से amoeboid माइग्रेशन की शुरुआत की थी तो आपके पास मेसेनकाइमल माइग्रेशन है जो आसंजन निर्भर है और आपके पास एमोबॉइड माइग्रेशन है जिसमें कमजोर आसंजन या कोई आसंजन नहीं है और पिछले व्याख्यान के अंत में मैंने माइग्रेशन का एक और तरीका पेश किया था जो सामूहिक सेल माइग्रेशन है इसलिए माइज़ेनचाइमल और माइग्रेशन के दोनों मोड में मैं अनिवार्य रूप से सिंगल सेल माइग्रेशन के बारे में बात कर रहा था तो एकल सेल प्रवास single cell migration के दो अलग अलग तरीके हैं सामूहिक कोशिका प्रवासन मेसेनकाइमल या अमीबाइडल हो सकता है सामूहिक सेल माइग्रेशन में आपके पास सेल के समूह होते हैं और कई सेल होते हैं जो एक साथ चलते हैं तो इस मामले में मेरे सेल सेल आसंजन बरकरार हैं लेकिन आपके पास भी एक स्थिति हो सकती है जहां कई कोशिकाएं हैं जो किसी दिए गए दिशा में सुसंगत रूप से आगे बढ़ रहे हैं लेकिन वे एक दूसरे से जुड़ी नहीं हैं तो कोई सेल सेल आसंजन नहीं हैं लेकिन फिर भी आपके पास प्रवास के लिए एक दिशात्मक है और इस मामले में घुलनशील संकेत हैं जो इन कोशिकाओं के बीच बातचीत का समन्वय करते हैं मैक्रो स्केल पर यदि आप मछली के स्कूल या पक्षियों के झुंड को देखते हैं तो आपके पास फिर से कई इकाइयाँ हैं जो एक साथ पलायन करती हैं और फिर भी वे एक दूसरे से नहीं टकराती हैं तो कुछ विशेष सिग्नलिंग है जो एक दूसरे के बीच रिक्ति को नियंत्रित करता है इसलिए आज के व्याख्यान में हम इस तरह के सेल के प्रवास के बारे में बात करेंगे जहाँ सेल सेल आसंजन उपकला कोशिकाओं या एंडोथेलियल कोशिकाओं के मामले में उनके सामूहिक सेल प्रवास को बरकरार रखते हैं सेल सेल आसंजन बरकरार है इसलिए सामूहिक कोशिका प्रवासन हमें घाव भरने या यहां तक कि रोग प्रक्रियाओं में जहां कैंसर कोशिकाएं सामूहिक रूप से आक्रमण करती हैं कहने के लिए लागू होती हैं तो हम इस घाव भरने पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे तो घाव भरना क्या है सोचिए आपके पास त्वचा का एक पैच है और आपके पास कोशिकाएं हैं और इनमें से प्रत्येक एक कोशिका है जब आपके पास घाव होता है तो आप कल्पना करते हैं कि आपके पास केंद्र में एक घाव है और केंद्र कोशिकाएं मर जाती हैं जिस तरह से मैंने इसका चित्र बनाया है कल्पना कीजिए ये केंद्र कोशिकाएं मर गए हैं तो सवाल यह है और आप जानते हैं कि घाव भरना तब होता है जब हमारी त्वचा में एक कटाव होता है और आपके पास कोशिकाएं होती हैं जो अंदर की ओर पलायन करती हैं तो सवाल यह है कि इस घाव भरने को क्या चलाता है और घाव भरने को ट्रिगर करने वाले कारक क्या हैं तो क्या यह है कि कुछ कारकों को जारी या छोड़ा जाता है जिससे इन कोशिकाओं के प्रवासन को गति मिलती है और या यह है कि यह केवल स्थानउपलब्धता की संकेत कोशिकाओं के प्रवास को ट्रिगर करता है यह पहला सवाल है और दूसरा सवाल यह है कि क्या यह एकल व्यक्तिगत कोशिकाओं या पूरे एंडोथेलियम या एपिथेलियम द्वारा ऑर्केस्ट्रेटेड है क्योंकि आपके पास स्पेस फिलिंग हो सकती है तो आप इस समस्या को देख सकते हैं कल्पना कर सकते हैं कि मेरे पास एक पैच है और कल्पना करें कि यह एक जगह है जो एक घाव बनाकर उपलब्ध है अब आमतौर पर अधिकांश प्रयोगों में लोग खरोंच घाव परख का उपयोग करते हैं तो आपके पास ये कोशिकाएं हैं आपके पास इस तरफ कोशिकाएं हैं और आप इसे खरोंच करते हैं आप इस मॉडल के घाव को एक विंदुक के साथ पेश करते हैं अब यह बेशक यह करता है की कोशिकाओं को मारता है लेकिन सीमा कोशिकाओं को तो कई बॉर्डर वाले सेल भी बाधित होते हैं तो बॉर्डर सेल कौन से हैं बॉर्डर सेल वे होते हैं जो कनेक्ट होते हैं जो उस किनारे के संपर्क में होते हैं जो आपने सतह को खरोंचने से बनाया गया है तो सीमा की कई कोशिकाएँ भी मरने लगी हैं इसलिए हालांकि इस परख का उपयोग बहुत किया जाता है फिर भी इस परख के बारे में कुछ प्रश्न हैं तो आप घाव भरने को कैसे ट्रैक करते हैं लोग आमतौर पर यह करेंगे की लंबाई को समय के एक फंक्शन के रूप में ट्रैक करें यह मेरी समय की धुरी है यह मेरी लंबाई या पूरे क्षेत्र है आप पूरे क्षेत्र को स्लैश क्षेत्र में देख सकते हैं और आपको आदर्श रूप से समय के साथ कमी करनी चाहिए और अंततः जब आप शून्य पर प्रहार करते हैं इसका मतलब है कि इस बिंदु पर आपका घाव ठीक हो गया है इसलिए मैं जो करने जा रहा हूं वह एक पेपर पर चर्चा है तो पेपर का शीर्षक सामूहिक रूप से उपकला मोनो परत का एक मॉडल घाव है जो 2007 में PNAS में प्रकाशित हुआ था इसलिए मुझे पहले सेटअप का वर्णन करना चाहिए यदि आपके पास सबसे ऊपरी सतह है तो बता दें कि यह आपके ग्लास की ऊपरी सतह को कवर करता है इसलिए लेखक ने एक स्टैंसिल का डिज़ाइन किया तो यह एक स्टेंसिल PDMS है जो PDMS इलास्टोमेर स्टैंसिल से बना है तो आप कोशिकाएं को इस सतह पर प्लेट या सीड करते हैं इसलिए यह पूरा हैशेड क्षेत्र नीली कोशिकाओं में नहीं बैठ सकता है इसलिए इसके बजाय कोशिकाएं क्या करती हैं वे उपलब्ध इस स्थान को पॉप्युलेट करते हैं इसलिए आपके पास अनिवार्य रूप से आपके द्वारा बनाई गई कोशिकाओं का एक पैच है यह कोशिकाओं का एक पैच है और इसके आस पास वह क्षेत्र है जो कोशिकाओं द्वारा सुलभ नहीं है लेकिन आपको बता दें कि आपके पास इसके चारों ओर स्टेंसिल है लेकिन यह संपूर्ण सतह है इसलिए यदि आप स्टैंसिल हटाते हैं तो आपके पास इन पैच के सभी तरफ खाली जगह है तो आपके पास ये आयताकार पैच हैं और आपने स्टैंसिल हटाते समय खाली स्थान बनाए हैं तो क्या होगा की कोशिकाओं सभी दिशाओं में पलायन करेंगे और वे बाहर की ओर पलायन करेंगे तो घाव भरने वाले परख की तुलना में जहां यह आपका घाव है और कोशिकाएं भीतर की ओर पलायन करती हैं इस मामले में भी ऐसा ही होता है कोशिकाएं बाहर की ओर पलायन करती हैं लेकिन आपको कोशिकाओं के लिए कोई छिद्रित नहीं होती है कोशिकाएं छिद्रित नहीं हैं इसलिए इस विशेष परख में एक भी कोशिका की मृत्यु नहीं हुई है जो कि परख की ताकत में से एक है इसलिए लेखकों ने जो किया उससे सबसे पहले पूछा गया कि यदि उन्होंने विभिन्न प्रकार के पैटर्न बनाए हैं तो एक ही लंबाई रखते हुए वे पैटर्न की चौड़ाई को विविध किया और उन्होंने पूछा कि इस पैटर्न से कोशिकाएं की आउटवर्ड गति कैसी थी इन पैटर्नों की चौड़ाई के आधार पर कोशिकाएं कैसे भिन्न होती हैं इसलिए ट्रैक किए गए प्रत्येक किनारे के लिए अनिवार्य रूप से ट्रैक किया गया था जो बाहर की ओर गए थे और उन्होंने औसत दूरी को स्थानांतरित किया या सीमा की औसत स्थिति को ट्रैक किया तो आपके पास सीमा है जो आप समय की एक सीमा के रूप में सीमा की औसत स्थिति को ट्रैक करते हैं तो उन्होंने क्या पाया तो हम कहते हैं कि यह कुछ दूरी है और यह समय है इसलिए जब वे लॉग लॉग स्केल स्केल में प्लॉट किए गए तो उन्हें यह डेटा मिला जिसमें लगभग ढलान 2 था तो जिसका अर्थ है कि हमें बताई गई दूरी को अभिव्यक्ति at2अनुमानित किया गया है इसलिए उन्होंने जो पाया वह t वर्ग के रूप में s को बढ़ाया गया था तो यह w चौड़ाई 150 माइक्रोन से अधिक है 150 माइक्रोन से परे जो भी चौड़ाई के साथ आपके पास एक स्केलिंग संबंध है जहां सीमा t टाइम पर एक पेराबोलिक प्रोफ़ाइल में प्रदर्शित होती है हालाँकि 150 से कम w के लिए इसलिए यदि मैं इसे s is as at2 प्लॉट करना चाहता था तो यह n मान चौड़ाई के लिए लगभग 13 था जो कि छोटा था तो क्या संभव है कि लेखकों ने इस अंतर को क्यों देखा है एक संभावना यह है कि जब आपके पास बड़ा पैच से बड़ी कोशिकाओं की ओर पलायन होता है तो इस किनारे की कोशिकाओं को पता नहीं होता है कि विपरीत छोर पर कोशिकाओं के साथ क्या हो रहा है तो आपके पास दो किनारे हो सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से व्यवहार कर रहे हैं हालाँकि जब आप पैच को छोटा और छोटा करते हैं तो केंद्र में कोशिकाओं के लिए कुछ स्तर की उलझन होती है वे बाईं ओर माइग्रेट करना चाहते हों या दाईं ओर माइग्रेट करना चाहते हों यही कारण हो सकता है कि जब आपके पास चौड़ाई कम थी तो आपका धीमी गति से माइग्रेशन हो सकता है यह इन्होंने पाया इसलिए उन्होंने यह भी पाया यदि वे पैटर्न के एक सेगमेंट में ज़ूम करते हैं इसलिए उन्होंने पूछा कि सभी कोशिकाएं एक पंक्ति में माइग्रेट हो रही थीं या वे प्रवाहित थीं दूसरे शब्दों में जहां उपकला परत के भीतर कोशिकाओं का सक्रिय पुनर्गठन था और वे क्या उपयोग करते हैं इसलिए उन्होंने कण छवि वेलोसिमिट्री या PIV नामक एक तकनीक का उपयोग किया जो हमें प्रवाह पैटर्न को ट्रैक करने और एक उपकला परत के लिए क्योंकि अंतर्निहित कॉन्ट्रैस्ट है स्वयं कॉन्ट्रैस्ट हमें प्रवाह पैटर्न का पता लगाने की अनुमति देता है इसलिए जो कुछ भी उन्हें मिला वह अक्सर किनारे पर था इसलिए किनारा सीधी रेखाओं के रूप में आगे नहीं बढ़ी जैसे कल्पना किया हो लेकिन इसके बजाय एड्झ इस प्रकार के एक्सटेंशन को प्रदर्शित किया इसलिए इन एक्सटेंशन को उंगलियां कहा जाता है और उन्हें क्या मिला जब हम प्रवाह पैटर्न को देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि उंगलियों की ओर प्रवाह था और इसी तरह आगे भी और इसलिए आपके पास ऊतकके भीतर भी विभिन्न प्रवाह पैटर्न हो सकते हैं इसलिए भले ही यह अग्रणी किनारा है आप अग्रणी किनारे से बहुत दूर तक प्रवाह का पता लगा सकते हैं यह सुझाव देते हुए कि उंगलियों पर कई कोशिकाओं को उपकला परत के अंदर गहरे से ले जाया गया था तो इस प्रवाह ने कोशिकाओं को किनारों की ओर केंद्र या उंगलियों के स्थान की ओर पलायन करने की अनुमति दी इसलिए यदि आप उंगलियों में ज़ूम करते हैं और पूछते हैं कि क्या हो रहा है तो ये बहुत ही स्थानीय प्रोट्रिएशन बन रहे हैं क्योंकि उपकला परत के क्रमिक विस्तार के विरोध में लेखकों ने क्या पाया तो अगर हम कहते हैं कि अगर मैं एक उंगली में ज़ूम करता हूं तो हमें मान लें कि यह एक उंगली है और आपके पास उंगलियों की कई कोशिकाएं हैं तो अगर हम कुछ कोशिकाओं को उंगली के किनारे पर जूम किया जाए तो उन्होंने क्या पाया मैं एफ एक्टिन छवि का चित्र करूंगा आपके पास ये रेखाएं उन किनारों पर थीं जहां कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं लेकिन आपके पास इस एड्झ पर परिधिकी की दाईं ओर आपके पास इस तरह का एक्टिन किनारे पर संगठन था जो पूरी तरह से अलग था तो यहाँ आपके पास सेल सेल आसंजन था बिल्कुल परिधिकी पर जिन्हें नेता कोशिकाएं कहा जाता है और वे एक अधिक से मेसेंकायमल आकारिकी प्रदर्शित करते हैं एक दूसरे से जुड़े सेल स्विंग के विपरीत यह वास्तव में सब्सट्रेट के साथ बहुत अधिक फोकल आसंजन बनाता है इन मामलों में आपके पास सेल सेल आसंजन हावी थे लेकिन परिधि में आपके पास फोकल आसंजन हावी थे तो फोकल आसंजन अग्रणी कोशिकाओं को बाहर जाने की कोशिश की अनुमति दे रहे हैं जबकि रियर एंड पर इन अन्य कोशिकाओं लीडर सेल का पीछा कर रही हैं लेकिन दूसरी बात यह है कि आपके पास नेताओं और अनुयायियों है तो आप अग्रणी किनारे पर नेता कोशिकाओं है और आप के पास अनुयायी कोशिकाओं है अब मैंने जिस फ्लो प्रोफाइल के बारे में चर्चा की है वह बताती है किये नेता कोशिकाएं प्रारंभिक बॉर्डर से उत्पन्न नहीं होती हैं लेकिन अंदर दूसरी या तीसरी लेयर से ट्रांसफर हो सकता है एक और बात यह थी कि व्यवहार में एक उल्लेखनीय अंतर था यदि आप समय के एक फंक्शन के रूप में विस्थापन को प्लॉट करते हैं तो आप नेता कोशिकाओं के लिए अलग व्यवहार देख सकते हैं जिसके विपरीत सामान्य कोशिकाओं अनुयायियों के रूप में कार्य करते थे इसलिए नेता कोशिकाओं ने तेजी से प्रवासन दर प्रदर्शित की इसलिए नेता कोशिकाएं लगभग लंबवत प्रवास कर रहे थे ये मेरे नेता कोशिकाएं हैं और जब उन्होंने प्रवास किया तो वे उपकला या एपिथेलियम के किनारे पर लंबवत थे इसके विपरीत यह अनुयायी कोशिकाओं का विस्थापन है जो वे समय के एक फंक्शन के रूप में बहुत धीरे धीरे पलायन कर रहे थे तो ये मुक्त किनारे हैं जिनमें अधिकांश अनुयायी कोशिकाएं हैं तो नेता कोशिकाओं के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये कोशिकाएँ हैं तो यह रेखा लगभग एक सीधी रेखा थी जिसका मतलब था कि ढलान स्थिर है तो नेता कोशिकाएं निरंतर गति के निकट पलायन करती है ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप इससे सीखते हैं सबसे पहले तकनीक की नवीनता जहां यह आपको प्रायोगिक सेटअप की वजह से कलाकृतियों को पेश किए बिना घाव भरने का अध्ययन करने की अनुमति देता है क्योंकि आपके पास खरोंच के चम्मच हैं और क्योंकि आप जो खरोंच बनाते हैं वह कई स्थितियों में समान आकार नहीं हो सकता है बेशक सीमा के पास कई कोशिकाओं को मारा होगा जो घाव को ठीक करने पर एक प्रभाव हो सकता है इसके विपरीत यहाँ कोई कोशिका मृत्यु नहीं है लेकिन आप कोशिकाओं के विस्तार मोनो परत के विस्तार को देख सकते हैं और आप नेता और अनुयायी को भी देख सकते हैं सामूहिक प्रवास का एक और पहलू जो मैं चर्चा करना चाहता था वह सुसंगत कोणीय गति की घटना है या CAM के रूप में जो क्या यहां संदर्भित है इसलिए जब आप परिभाषित करते हैं तो मैं जिन कोशिकाओं और अभी जिन प्रयोगों पर मैंने चर्चा की थी वह MDCK कोशिकाओं के साथ प्रदर्शन किया गया था तो ये हैं अगर मैं मैडिन डर्बी कैनाइन किडनी Madin Darby इसलिए यदि आपने इन MDCK कोशिकाओं को एक परिपत्र पैटर्न पर खेला है जब आपने इस सेल को कुछ परिपत्र पैटर्न मे खेला है तो आप देख सकते हैं कि ये पैटर्न हमें लगभग 200 माइक्रोन पैटर्न का हैं इन पैटर्न के आसपास ये शायद फाइब्रोनेक्टिन या कुछ अन्य ईसीएम लाइगेंड के साथ लेपित होते हैं इसलिए कोशिकाएं इससे जुड़ी होंगी लेकिन आसपास के क्षेत्रों पर नहीं इसलिए जब आप इन पैटर्नों पर कोशिकाओं को प्लेट करते हैं और आप वृद्धि करते हैं तो कोशिकाओं की एकाग्रता के साथ खेलते हैं तो आप सेल घनत्व के साथ खेलते हैं और आप सवाल पूछते हैं कि इन पैटर्न पर इन कोशिकाओं द्वारा प्रदर्शित प्रवासन की औसत प्रकृति क्या है तो आप जो देख रहे हैं एक बार जब आप संगम पर पहुँचते हैं तो ये कोशिकाएँ CAM को प्रदर्शित करती है इसका मतलब है कि वे माइग्रेट करते हैं और वे पैटर्न में स्पर्शरेखा दिशा में पलायन करते हैं तो यह लगभग कोशिकाओं के एक समूह की तरह है जो वे इस रोटेशन को प्रदर्शित करते हैं इसलिए अगर मैं संगम पर इन पैटर्न के भीतर सेल माइग्रेशन की दिशा का चित्र करना चाहूँ तो आपको यह पूरा रोटेशन दिखाई देगा तो 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ग घनत्व वाली कोशिकाएं घूर्णी गति प्रदर्शित करती हैं तो इसे सहसंयोजक कोणीय उत्परिवर्तन घूर्णन कहा जाता है और आप जो देखते हैं वह यह है कि यह कोशिका घनत्व कारणों में से एक है जो सहसंयोजक और पंक्ति उत्परिवर्तन को नियंत्रित करता है और कोशिका घनत्व के अलावा पैटर्न या कारावास के आकार का यह आकार भी उन कारकों में से एक है जो इस प्रकार के रोटेशन को नियंत्रित करता है तो यदि आप अपने ऊतकों को बड़ा और बड़ा करते हैं तो यह रोटेशन बंद हो जाएगा इसके साथ मैं आज के लिए यहाँ रुकता हूँ और मैं संक्षेप में कहता हूँ कि हमने सामूहिक सेल प्रवास की चर्चा की जहाँ उपकला कोशिकाएँ या कोशिका कोशिका आसंजन बरकरार हैं लेकिन आपके पास सुधारात्मक कोशिका प्रवास भी हो सकते हैं जहाँ कोशिकाएँ कोशिका कोशिकाएँ बनाने के बिना ही प्रवास करती हैं लेकिन फिर भी वे अभी भी दिशा में जुटना कर रहे हैं मैंने दो घटनाओं के बारे में चर्चा की एक नेता बनाम अनुयायी कोशिकाओं का पहलू और दूसरा सुसंगत कोणीय रोटेशन का पहलू ध्यान देने के लिए धन्यवाद